हम ने वाइंडिंग फैक्टर kwkdkp की बात की क्योंकि वाइंडिंग डिसटीब्युटेड होती है और पिच भी 180° नहीं होती है यह हमारी वोल्टेज इक्वेशन है जो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन के समान है लेकिन यहां हमें इसे kw से गुणा करना होगा इसके बाद हमने सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जेनरेटर के मूल सिद्धांत को देखा और हमने कहा था कि सिंक्रोनस मोटर डब्ली इक्साइटिड होती है इसलिए इसे आर्मेचर और फील्ड दोनों साइड से इक्साइट किया जाता है आर्मेचर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है और फ़ील्ड को डीसी सप्लाई दी जाती है और आर्मेचर का रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ फील्ड को खींचता है तो आर्मेचर का रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर को अपने साथ खींचता है और यही कारण है कि रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से घूमना पड़ता है या यह बिल्कुल भी नहीं घूम सकता इसलिए अगर मैं इसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे इसे दो संभावित तरीकों से स्टार्ट करना होगा एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जा सकता है जिसमें रोटर को स्टेटर के रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ चलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है शुरू में स्टेटर रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड सम्भवतः 1 आरपीएम या उससे भी कम पर घूमता है फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती है जिसके कारण रोटर को इसके साथ खींचा जा सकता है ऐसा ही वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में होता है जबकि दूसरे मामले में मैं डैम्पर बार का उपयोग करता हूं जो इंडक्शन मशीन के स्क्विरल केज रोटर बार के समान होते हैं यह शॉर्ट सर्किट किये जाते हैं जिसके कारण टॉर्क विकसित होता है जो बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता इसलिए मैं इस टॉर्क को इंडक्शन टॉर्क कहूंगा तो ये मोटर इंडक्शन स्टार्ट सिंक्रोनस रन मोटर है ये स्टार्ट करने के दो तरीके हैं और हमने सिंक्रोनस मोटर के प्रमुख लाभ भी बताए थे जहां तक सिंक्रोनस जेनरेटर के लाभ की बात है तो मैं इसके लाभ के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है आप केवल सिंक्रोनस जेनरेटर का ही उपयोग करें अगर मुझे बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करनी है तो मुझे केवल सिंक्रोनस जेनरेटर का उपयोग करना होगा तो इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है कि यह किस तरह से इंडक्शन जेनरेटर से बेहतर है क्योंकि इंडक्शन जेनरेटर का शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता हो इनका आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है इसलिए मैं मोटर्स के बारे में बात कर रहा हूं यदि आप सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो मुझे जो बड़ा फायदा होने वाला है वह पॉवर फैक्टर कंट्रोल है क्योंकि मैं इसे दोनों तरफ से इक्साइट कर रहा हूं इसलिए रोटर की ओर से जो फ्लक्स मैं उपलब्ध करा रहा हूं वह पर्याप्त हो सकता है जरूरत से थोड़ा अधिक हो सकता है जो जरूरत है उससे थोड़ा कम हो सकता है अगर फ्लक्स में कोई कमी होती है तो मैं आर्मेचर की तरफ से एक मैग्नेटाइजिंग करंट आकर्षित कर सकता हूं फ्लक्स के पर्याप्त होने पर मुझे मैग्नेटाइजिंग करंट आकर्षित करने की जरूरत नहीं है अगर मुझे रोटर से अधिक मात्रा में रीऐक्टिव पॉवर दी जा रही है तो मैं कुछ रीऐक्टिव पॉवर 3 फेज मेंस को वापस कर सकता हूं तो मैं आर्मेचर को इन्डक्टर या कपैसिटर या सिर्फ रिज़िस्टर की तरह काम करने वाला बना सकता हूं अगर आर्मेचर रिज़िस्टन्स की तरह काम कर रहा है तो यह यूनिटी पॉवर फैक्टर करंट ड्रा करेगा और यह करंट टार्क उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होगा जो वास्तव में रियल पॉवर कम्पोनन्ट है एक और फायदा हमने कहा था क्योंकि पॉवर फैक्टर यूनिटी हो सकता है मैं कहूंगा कि दी गई आउटपुट पॉवर के लिए सिंक्रोनस मशीन कम करंट आकर्षित करेगी अगर मैं यूनिटी पॉवर फैक्टर पर काम कर रहा हूं तो मैं कम करंट आकर्षित करूँगा तो मशीन अगर यूनिटी पॉवर फैक्टर पर काम कर रही है और मैं कह रहा हूं कि √3VLIL cosϕइनपुट पॉवर आउटपुट पॉवर अगर मैं इफिशन्सी को यूनिटी मान रहा हूं इंडक्शन मशीन के मामले में cosϕ 08 या 085 तक हो सकता है जबकि सिंक्रोनस मशीन में यह यूनिटी पॉवर फैक्टर हो सकता है जिसके कारण किसी दिए गए वोल्टेज और दी गई पॉवर के लिए IL न्यूनतम होगा जब cosϕ यूनिटी है इसलिए मैं कहूंगा कि सिंक्रोनस मशीन द्वारा आकर्षित किया गया करंट आमतौर पर कुछ कम होता है यहाँ मैं आर्मेचर साइड की बात कर रहा हूं दी गई समान रेटिंग के लिए आर्मेचर द्वारा आकर्षित किया गया करंट इंडक्शन मोटर द्वारा आकर्षित किए गए स्टेटर करंट की तुलना में कुछ कम होगा यदि मैं पॉवर फैक्टर को देखता हूं तो सिंक्रोनस मशीन का पॉवर फैक्टर बेहतर होगा या कम से कम यूनिटी के करीब होगा एक और फायदा जिसका मैंने पहले उल्लेख नहीं किया था कि इंडक्शन मशीन के मामले में रोटर और स्टेटर के बीच एयर गैप जितना संभव हो उतना सीमित होना चाहिए क्योंकि मैं स्टेटर की तरफ से मैग्नेटाइजिंग करंट भी प्रदान कर रहा हूं और अगर मैं टार्क उत्पन्न करना चाहता हूं तो फ्लक्स को रोटर के साथ लिंक करना होगा अगर एयर गैप ज्यादा है तो लीकेज भी ज्यादा होगा लीकेज ज्यादा होने पर भी समान मात्रा में टॉर्क उत्पन्न करने के लिए मुझे फ्लक्स लिंकेज की भी समान मात्रा में आवश्यकता हो सकती है यदि एयर गैप अधिक है तो मुझे अधिक मात्र में ओवरॉल फ्लक्स का उत्पादन करना पड़ सकता है ताकि उपयोगी फ्लक्स अभी भी उस मूल फ्लक्स के अनुरूप हो जब एयर गैप छोटा था इसलिए जितना संभव हो मुझे एयर गैप उतना छोटा बनाना होगा ताकि इंडक्शन मशीन द्वारा आकर्षित मैग्नेटाइजिंग करंट जितना संभव हो उतना छोटा हो जाए तो मैं थोड़ा बड़ा एयर गैप नहीं रख सकता जबकि सिंक्रोनस मशीन में मैं थोड़ा बड़ा एयर गैप रख सकता हूं ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ता है कि हो सकता कि कोई ऐसा लोड हो जिसमे थोड़ा टॉर्सनल मोशन हो यह अपने ऐक्सिस पर सामान्य रूप से घूमेगा लेकिन थोड़ा टॉर्सनल मोशन होने के कारण पर्याप्त मार्जिन न हो तो यह स्टेटर से टकरा सकता है तो सिंक्रोनस मोटर का उपयोग मैं उन लोड में भी कर सकता हूं जहाँ मुझे कुछ मात्रा में टॉर्सनल मोशन या रोटर में कंपन की उम्मीद हो जबकि मैं इंडक्शन मशीन में एयर गैप को बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि जितना अधिक मैं एयर गैप को बढ़ाता जाऊंगा लीकेज बढ़ता जाएगा पावर फैक्टर और भी बदतर होता जाएगा यह पॉवर फैक्टर को बहुत खराब करने वाला है यही वजह है कि इंडक्शन मशीन में बड़ा एयर गैप नहीं हो सकता है जबकि सिंक्रोनस मशीन में बड़ा एयर गैप हो सकता है क्योंकि यह कैसे भी आर्मेचर करंट या आर्मेचर पावर फैक्टर को प्रभावित नहीं करने वाला जबकि यह इंडक्शन मोटर के मामले में पॉवर फैक्टर को बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है इसलिए मैं एक इंडक्शन मशीन के मामले में एयर गैप नहीं बढ़ा सकता जबकि मैं एक सिंक्रोनस मशीन में ऐसा कर सकता हूं हमने कहा कि फील्ड वेरी किया जा सकता है और हम यह देखने जा रहे हैं कि आर्मेचर के ओपन सर्किट की स्थिति मैं उत्पन्न ईएमएफ क्या होगी सिंक्रोनस मोटर के मामले में देखें कि मैं रोटर से एक्साइटेशन प्रदान कर रहा हूं इसलिए रोटर करंट को समायोजित करके मैं फ्लक्स को बढ़ा सकता हूं या फ्लक्स को कम कर सकता हूं मुझे आर्मेचर करंट या आर्मेचर पावर फैक्टर को बदलने की ज़रूरत नहीं है तो एयर गैप आर्मेचर करंट या आर्मेचर पावर फैक्टर को प्रभावित नहीं करेगा तो आइए एक बार फिर से ओसीसी पर एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं ओसीसी यानी ओपन सर्किट केरक्टरिस्टिक या मैग्नटज़ैशन केरक्टरिस्टिक के बारे में हम डीसी मशीन के मामले में बात कर चुके है यह मेरा फील्ड है मैं इसे इस तरह से दिखा रहा हूं और मैं इसे ऐसे वाइन्ड कर रहा हूं यह वास्तव में उस तरह से वाइन्ड नहीं होता है लेकिन यह फील्ड है और मैं यहां एक फ़ील्ड करंट इंजेक्ट कर रहा हूं और मेरे पास एक आर्मेचर है और आम तौर पर एक सिंक्रोनस मशीन के आर्मेचर को इस तरह दिखाया जाता है यह 3 फेज स्टेटर है इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान यहाँ मैं यह करने जा रहा हूं कि यहाँ जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है उसको नाप रहा हूँ यह सिंक्रोनस स्पीड पर लाइन से लाइन वोल्टेज हो सकता है रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से चलाया जाता है और मैं करंट इंजेक्ट कर रहा हूं जो एक वेरिएबल करंट है कान्स्टन्ट करंट नहीं है तो मैं करंट इंजेक्ट कर रहा हूं और मैं देखने जा रहा कि आईएफ की विभिन्न मूल्यों पर ईजी कितना होगा यह मशीन की ओपन सर्किट केरक्टरिस्टिक है जब यह एक जेनरेटर के रूप में काम कर रही है मैं देख रहा हूं कि यह कुछ वैल्यू से शुरू होगा जैसे कि यह और फिर सैचरेशन में चला जाएगा जहां तक ओसीसी का संबंध है तो यह इसी तरह काम करता है मुझे किसी पॉइंट पर रेटेड वोल्टेज मिल सकता है जैसे कि यह यह मेरा रेटेड वोल्टेज है तो इसका मतलब है कि यह संबंधित फील्ड करंट रेटेड फील्ड करंट होगा सामान्य रूप से इस तरह रेटेड फील्ड करंट को तय किया जाता है यह रेटेड फील्ड करंट होगा अब मेरे पास यह ओपन सर्किट वोल्टेज है अब मैं इन सभी को लोड से कनेक्ट करने जा रहा हूं मैं एक 3 फेज रिज़िस्टिव लोड जोड़ रहा हूं जैसा कि मैं दिखा रहा हूं यह एक जेनरेटर है इसलिए मैं इसे इलेक्ट्रिकल लोड से जोड़ रहा हूँ जब मैं 3 फेज रिज़िस्टिव लोड जोड़ रहा हूं तो उनमें से प्रत्येक करंट आकर्षित करेगा जो कि Ia है मैं कह रहा हूं कि यह Ia पर फेज करंट है क्योंकि स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट समान होते हैं तो यह पर फेज करंट हैं जिन्हें 3 फेज लोड आकर्षित कर रहा है अगर स्पेस में डिस्ट्रिब्यूटेड वाइंडिंग में 3 फेज करंट है तो यह एक रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो एयर गैप में दो फील्ड् होने जा रहे हैं जैसा कि एक इंडक्शन मशीन में था इंडक्शन मशीन में एक फील्ड स्टेटर से था और दूसरा फील्ड रोटर में 3 फेज इन्दूस्ड करंट और इन्दूस्ड ईएमएफ के कारण था तो दोनों ही रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज डिस्ट्रिब्यूटेड वाइंडिंग में करंट के कारण मिल रहे थे इस विशेष मामले में मुझे एक रिवाल्विंग फील्ड मैगनेट के फिज़िकल रूप से घूमने के कारण मिल रहा है रोटर फिज़िकल रूप से घूम रहा है और वह सिंक्रोनस स्पीड पर है इसलिए यह निश्चित रूप से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने जा रहा है जो घूम रहा है दूसरा आर्मेचर की वाइंडिंग में करंट के कारण मिल रहा है यह भी घूम रहा है अब ये दोनों फील्ड निश्चित रूप से स्टेटर वाइंडिंग में EMF इन्डूस करेंगे कृपया याद रखें कि स्टेटर वाइंडिंग स्टेशनेरी है ये दोनों सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे हैं जिसके कारण दोनों एक ही फ्रीक्वन्सी के ईएमएफ इन्डूस करेंगे फ्रीक्वन्सी भिन्न नहीं होंगी फ्रीक्वन्सी केवल तभी भिन्न होंगी जब दोनों फील्ड अलग अलग स्पीड से घूम रहे हों यहाँ वे अलग अलग स्पीड से नहीं घूम रहे हैं तो मुझे मूल रूप से एक ही समय में दो इन्दूस्ड ईएमएफ मिल रही हैं एक If के कारण है जिसे रोटर में इंजेक्ट किया गया है और रोटर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है जो प्राइम मूवर के कारण सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है दूसरा इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने आर्मेचर पर एक लोड कनेक्ट किया है अगर मैं लोड कनेक्ट न करूं हूं तो यह नहीं मिलेगा अगर मैं आर्मेचर के इक्विवलन्ट सर्किट को देखता हूं तो मेरे पास एक एक्साइटेशन ईएमएफ Eg या Ef होगा आमतौर पर कई पुस्तकों में इसका उल्लेख Ef के रूप में किया गया है इसलिए मै भी इसका उल्लेख Ef के रूप में कर रहा हूँ Ef इन्दूस्ड ईएमएफ है यह स्टेटर में इन्दूस्ड ईएमएफ है जो केवल फील्ड के कारण है आर्मेचर के कारण नहीं तो मेरे पास एक इन्दूस्ड ईएमएफ है जिसे मैं वोल्टेज सोर्स Ef के रूप में दिखा रहा हूं अब इसके बाद निश्चित रूप से मेरे पास एक और इन्दूस्ड ईएमएफ है जो आर्मेचर करंट के कारण है जिसे मैं आर्मेचर रिएक्शन ईएमएफ Ear से दिखा सकता हूँ जो आर्मेचर करंट के कारण स्टेटर में इन्दूस्ड ईएमएफ है तो मशीन के आर्मेचर टर्मिनल पर क्या मिलेगा कहने से पहले मुझे इन दोनों ईएमएफ के रिज़ल्टन्ट को देखना होगा इस आर्मेचर रिएक्शन EMF को वास्तव में मैं एक रीऐक्टन्स ड्रॉप के रूप में दिखा सकता हूं क्योंकि यह फ्लक्स के कारण होता है और अगर मैं कहूं कि आर्मेचर करंट इस डाइरेक्शिन में है तो फ्लक्स भी लगभग उसी डाइरेक्शिन में होगा तो यह Ia है यह Φa या Φar होगा तो यह इन्दूस्ड ईएमएफ होगा मैं इसे Ear लिख सकता हूं इस डाइरेक्शिन में या Ear लिख सकता हूं उस डाइरेक्शिन में यह अनिवार्य रूप से d∅ardt को टर्न से गुणा करने पर मिलेगा तो मुझे एक इन्दूस्ड ईएमएफ मिल रहा है जो करंट से लैग कर रहा है अगर मैं इसे एक रीऐक्टन्स ड्रॉप के रूप में ले रहा हूं तो रीऐक्टन्स ड्रॉप में हमेशा आपके पास ऐसा होता है कि वोल्टेज करंट को लीड करता है इसलिए मैं इसे Xar में ड्रॉप के रूप में ले सकता हूं या मैं इसे Xm कह सकता हूँ तो मेरे पास यह एक रीऐक्टन्स है जो यह बता रहा है कि अपने आप में इंड्यूस वोल्टेज की मात्रा क्या है यानी खुद स्टेटर वाइंडिंग में आर्मेचर करंट के कारण है और जो कि इसका अपना करंट है तो जो कुछ भी यहां मिल रहा है मैं इसे रिज़ल्टन्ट EMF कह सकता हूं जो आर्मेचर टर्मिनल पर उपलब्ध होगा और मैंने माना था कि If से जो भी फ्लेक्स मिला वह पूरी तरह से स्टेटर को लिंक कर रहा था यह नहीं हो सकता है इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से दोनों तरफ से लीकेज होगी अगर लीकेज है तो मुझे एक और रिएक्टेंस दिखाना होगा जो उस लीकेज को रिप्रेजेंट करेगा जो स्टेटर और रोटर दोनों को लिंक नहीं कर रहा है अगर मैं कहता हूं कि कुल फ्लक्स 1 वेबर मिल रहा है तो हो सकता है कि 09 वेबर स्टेटर और रोटर दोनों को लिंक कर रहा हो बाकी 01 केवल इंडिविजुअल मेम्बर को ही लिंक करेगा और इसका कोई प्रभाव टार्क उत्पादन या पॉवर उप्तादन में देखने को नहीं मिलेगा तो जो दोनों को लिंक नहीं कर रहा है वह बेकार है इसलिए मैं इस अपव्यय को दिखा रहा हूं जो स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप के कारण होगा और रोटर द्वारा उत्पादित सभी फ्लक्स स्टेटर से लिंक नहीं होगा इसी तरह स्टेटर द्वारा उत्पादित सभी फ्लक्स रोटर के साथ लिंक नहीं करेगा इसलिए कुछ मात्रा में लीकेज होगा अब मेरे पास रिज़िस्टन्स भी है आर्मेचर का कुछ रिज़िस्टन्स जरूर होगा मैं इसे Ra से दिखा रहा हूँ मैं जो भी बना रहा हूं वह बहुत स्पष्ट रूप से पर फेज है मैं 3 फेज के लिए नहीं बना रहा हूं सब कुछ पर फेज है यहां तक कि जो Ef मैं बता रहा हूं वह भी पर फेज होना चाहिए तो यह सिंक्रोनस मशीन का इक्विवलन्ट सर्किट है और यह है Vt टर्मिनल वोल्टेज अब जो भी मैंने RL के रूप में कनेक्ट किया है यह पर फेज लोड रिज़िस्टन्स है Ra आर्मेचर वाइंडिंग का निहित रिज़िस्टन्स है आर्मेचर वाइंडिंग मोटी होती है यह कॉपर से बनी होती है लेकिन फिर भी इसमें 01 ओम या 001 ओम रिज़िस्टन्स हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि लंबाई कितनी है और मोटाई कितनी है इसलिए मेरे पास एक रिज़िस्टन्स ड्रॉप होगा मेरे पास लीकेज के कारण अपव्यय के रूप में कुछ हिस्सा होगा और बाकी जो मैं दिखा रहा हूं वह वास्तव में म्यूचूअल है जो रोटर वाइंडिंग और स्टेटर के बीच मौजूद है एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि क्या स्टेटर फ्लक्स के कारण रोटर वाइंडिंग में इन्दूस्ड ईएमएफ होगा नहीं क्यों यह ठीक उसी स्पीड से घूम रहा है स्टेटर के रोटैटिंग मैग्नेटिक फील्ड से रोटर वाइंडिंग में कोई इन्दूस्ड ईएमएफ नहीं होगा क्योंकि रोटर सिंक्रोनस स्पीड से पहले से ही घूम रहा है इसलिए जब रोटर वाइंडिंग स्टेटर फ्लक्स या एयर गैप फ्लक्स को देख रही होती है जो रोटर द्वारा बनाए गए मूल रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट द्वारा निर्मित नए फ्लक्स का परिणाम होता है यह दोनों सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे हैं तो जाहिर है कि रोटर इस फील्ड को देखेगा जैसे कि यह स्टेशनेरी है क्योंकि रोटर स्वयं सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है रिलेटिव वेलॉसिटी जीरो है नॉर्थ या साउथ दोनों ही एक डायरेक्शन में एक वेलोसिटी से घूम रहे हैं या तो वे अलाइन है नहीं तो उन्हें अलाइन होना होगा एक का नॉर्थ इस तरफ से और साउथ उस तरफ दूसरे का साउथ इधर होगा और नॉर्थ उधर होगा स्पष्ट रूप से उन्हें उस तरह से होना होगा अन्यथा वे लॉक कैसे करेंगे तो वहां एक ड्रॉप होगा एक और बात यह आपको लेनज़ लॉ Lenz's law से पता लगना चाहिए अगर कोई ड्रॉप नहीं होगा तो वोल्टेज इन्फिनिटी तक पहुंच जायेगा सवाल यह है कि आपको इसे एक ड्रॉप के रूप में क्यों लेना चाहिए तो आपको इसे बहुत स्पष्ट रूप से एक ड्रॉप के रूप में लेना होगा सवाल यह है कि यदि वे दोनों एक ही स्पीड से घूम रहे हैं तो उन्हें ऐडिटिव होना चाहिए यदि वे ऐडिटिव हैं तो आप इसे एक ड्रॉप drop के रूप में कैसे ले सकते हैं आपको इसे एक ड्रॉप के रूप में लेना होगा क्योंकि एक और बात कि Ia को मैंने कैसे लिया है अभी मैंने एक रिज़िस्टिव लोड के रूप में लिया कौन कहता है कि यह हमेशा रिज़िस्टिव होगा यह इन्डक्टिव हो सकता है यह एक कैपेसिटिव हो सकता है इस पर निर्भर करते हुए करंट में अलग अलग फेज शिफ्ट होगा उदाहरण के लिए मैं If की बात कर रहा हूं If यह है आर्मेचर में इन्दूस्ड ईएमएफ Ef 90 डिग्री पर होगा आर्मेचर सर्किट मैं करंट लगभग Ef के फेज में होगा अगर मैं एक रिज़िस्टिव लोड की बात कर रहा हूं और अगर यह एक इन्डक्टिव लोड है तो यह कुछ एंगल से लैग कर सकता है तो अगर मेरा Ia कुछ इस तरह है कृपया ध्यान दें ϕf यहाँ है ϕa यहाँ हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि रिलक्टन्स कितना है ध्यान दें कि ϕf और ϕa समान स्पीड से घूम रहे हैं लेकिन वे समान फेज में नहीं हैं दो फ़्लक्स बिल्कुल एक दूसरे के फेज में नहीं हैं तो अगर स्टेटर के रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का नार्थ पोल अभी किसी स्थान θX पर है मैं यह नहीं कह सकता कि रोटर का नार्थ पोल इसी स्थान पर होगा बिल्कुल नहीं छात्र क्या आप समझा सकते हैं कि जनरेटर कैसे कम करता है प्रोफेसर अगर मेरे पास एक मैग्निट है जो परमानेन्ट मैगनेट या इलेक्ट्रोमैग्निट हो सकता है इस मैग्निट को एक शाफ्ट की सहायता से सिंक्रोनस स्पीड से घुमाया जा रहा है जो एक प्राइम मूवर से जुड़ी हुई है प्राइम मूवर यह सुनिश्चित कर रहा है कि रोटर को एक विशेष स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से घुमाया जाए मेरे पास यह फेज A फेज B फेज C की वाइंडिंग है यह वाइंडिंग एक दुसरे से 120 डिग्री की हुई हैं यह A A B B और C C है मुझे A A में इन्दूस्ड ईएमएफ मिलेगा इसके 120 डिग्री के बाद B B में और इसके 120 डिग्री के बादC C में और मैं यह मान रहा हूं कि मैंने एयर गैप को कुछ इस तरह से बनाया है या वाइंडिंग को ऐसे लगाया है वे सभी चीजें साइनसोइडल स्वभाव की हैं जिसकी वजह से मुझे तीनों फेज में एक साइनसॉइडल इन्दूस्ड ईएमएफ मिल रहा है वे एक दूसरे से 120 डिग्री शिफ्ट हैं यह सभी ओपन सर्किट की स्थिति मैं है यदि मैं आर्मेचर पर एक लोड कनेक्ट करता हूं तो इसमें करंट फ्लो होगा अभी तक इसमें सिर्फ इन्दूस्ड ईएमएफ था कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था अब जब मैंने लोड कनेक्ट किया है तो इन वाइंडिंग से 3 फेज करंट फ्लो होगा मैंने जो लोड कनेक्ट किया है वह इंडक्टिव हो सकता है कैपेसिटिव हो सकता है या रेजिस्टिव हो सकता है इसी आधार पर मुझे लैगिंग पॉवर फैक्टर करंट मिल सकता है लीडिंग पॉवर फैक्टर करंट मिल सकता है या यूनिटी पॉवर फैक्टर करंट मिल सकता है जब मेरे पास यह करंट हैं तो इनसे एक रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इन दोनों का रिज़ल्टन्ट ओवरॉल एयर गैप फ्लक्स होगा जिसे आर्मेचर अंततः देखेगा हालांकि आर्मेचर दोनों फ्लक्स के रिज़ल्टन्ट को देख रहा है लेकिन मैं उन्हें इक्विवलन्ट सर्किट में अलग अलग करने की कोशिश कर रहा हूं एक हिस्सा मैं Ef के रूप में दिखा रहा हूं जो केवल रोटर फ्लक्स से मिल रहा है दूसरे भाग को मैं Xar या Xm के रूप में दिखा रहा हूं जो वास्तव में आर्मेचरकरंट के कारण इन्दूस्ड ईएमएफ है इसे मैं आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर फ्लक्स आधारित इन्दूस्ड ईएमएफ induced EMF कह रहा हूं मैं इसे एक ड्रॉप के रूप में दिखा रहा हूं क्योंकि यूनिटी पॉवर फैक्टर पर भी वोल्टेज को जोड़ते जोड़ते इसे इन्फिनटी तक लाना संभव नहीं है इसलिए लेन्ज़ लॉ Lenz's law बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इसके विपरीत होना चाहिए अब मैं वास्तव में इसे एक इक्विवलन्ट सर्किट में दिखाता हूं मुझे यह प्लस और यह माइनस दिखाना चाहिए ओवरॉल टर्मिनल वोल्टेज होगा Vt Ef −Ia Xm Xl jRa छात्र फील्ड करंट वास्तव में डीसी है तो फेजर डायग्राम में इसे कैसे ड्रा किया जा सकता है प्रोफेसर फील्ड करंट वास्तव में डीसी है हम इसे फेजर डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं फेजर डायग्राम हमेशा दिखाता है कि सभी वेक्टर 50 हर्ट्ज पर घूम रहे हैं आप फेजर डायग्राम में DC नहीं दिखा सकते हैं डीसी को फेजर डायग्राम में दिखाना गलत है कृपया समझें क्योंकि हम रिलेटिव शिफ्ट दिखा रहे हैं वे सभी घूम रहे हैं उनमें से कोई भी स्टेशनेरी नहीं है हम जो कर रहे हैं वह डीसी करंट है जिसे रोटर में इंजेक्ट किया गया है आप इसे फिज़िकल रूप से घुमा रहे हैं तो डीसी करंट एक रिवाल्विंग फ्लक्स का उत्पादन नहीं कर रहा है आप रिवाल्विंग फ्लक्स बनाने के लिए इसे फिज़िकल रूप से घुमा रहे हैं तो आप डीसी करंट को पर फेज AC करंट के रूप में एक 3 फेज सिस्टम में देख सकते हैं तो If लिखने के बजाय मै इसे If लिखता हूं If इक्विवलन्ट AC करंट है तो मैं DC करंट को रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के रूप में देख रहा हूं निश्चित रूप से DC करंट की फ्रीक्वन्सी 0 है यह एक घूमने वाला फेजर नहीं है लेकिन मैं इसे रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के दृष्टिकोण से देख रहा हूं यही कारण है कि मैं इसे If लिख रह हूँ एक रोटेटिंग वेक्टर मैं इसका उल्लेख केवल इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं इस पूरी चीज को सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ देख रहा हूं हालांकि मैं फिज़िकल रूप से मैग्निट को घुमा रहा हूं लेकिन यह इलेक्ट्रिक रूप से बने रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है मैं एक मैग्नेटिक फील्ड को देख रहा हूं जो घूम रहा है इसलिए मैं एक इक्विवलन्ट AC करंट को देख रहा हूं जिसने उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा की होगी जितनी कि मैंने अब डीसी करंट से उत्पन्न की है जिसे मैं सिंक्रोनस स्पीड से घुमा रहा हूं यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा निश्चित रूप से रिज़िस्टन्स भी होगा लेकिन हम इसके बारे में चिंतित नहीं हैं अगर मुझे If पता करना है तो यह जो वोल्टेज मैंने लगाया है वह Vf है Vf एक डीसी वोल्टेज है और Rf फील्ड का रिज़िस्टन्स है तो VfRfIf जो एक स्टेडी स्टेट करंट है यहाँ कोई ट्रेन्ज़न्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने विशेष वोल्टेज पर रखा है और मैं इसे बदल नहीं रहा हूं तो अब अगर मैं इन दोनों के रिज़ल्टन्ट को देखता हूं तो यह ϕf है और यह ϕa है अब रिज़ल्टन्ट ϕr होगा फील्ड में कोई इन्दूस्ड करंट नहीं होगा क्योंकि फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है यहाँ कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है ϕa या ϕf दोनों सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे हैं तो ϕr भी सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा ओरीएन्टेशन अलग है आप रिज़ल्टन्ट से देख सकते हैं लेकिन वे सभी सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे हैं इसलिए यदि आप रोटर में बैठते हैं तो आप केवल एक कान्स्टन्ट फील्ड देखेंगे तो d∅dtका सवाल कहां है स्टेटर वास्तव में स्टेशनेरी है मैंने वाइंडिंग को नहीं घुमाया है रोटर घूम रहा है स्टेटर नाम ही इसलिए है कि यह स्टेशनेरी है तो स्टेशनेरी वाइंडिंग में इन्दूस्ड ईएमएफ मिलेगा इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं कितना सुंदर तंत्र जिसकी शायद टेस्ला ने कल्पना की थी क्योंकि 3 फेज जेनरेशन बाद में शुरू हुआ शुरुआत में केवल डीसी जेनरेशन होता था एडिसन ने डीसी जेनरेशन किया था उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एक छोटा पॉवर सिस्टम बनाया था और उन्होंने दिखाया कि डीसी ट्रांसमिशन किया जा सकता है उन्होंने न्यूयॉर्क की कई सड़कों को रोशन किया था और उन्होंने यह भी महसूस किया कि वोल्टेज ड्रॉप वास्तव में बहुत अधिक होगा अगर आप लंबी दूरी तक जाते हैं विशेष रूप से वे बहुत कम वोल्टेज पर ट्रैन्स्मिट कर रहे थे डीसी में पॉवर वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है इसलिए करंट बहुत बड़ी मात्रा में था जिससे भारी मात्रा में ड्रॉप हो रहा था और बाद में टेस्ला के मस्तिष्क से वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला जैसी ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात की फिर इंडक्शन मोटर की फिर 3 फेज जेनरेशन की बात की इसलिए वे सभी चीजें एसी ट्रांसमिशन के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही थीं छात्र हालांकि फील्ड करंट फील्ड वाइंडिंग में है और आर्मेचर करंट आर्मेचर वाइंडिंग में फिर उन्हें एक दूसरे से 90 डिग्री पर कैसे दर्शाया जाता है प्रोफ़ेसर अगर If यहाँ है यह अपने आप में EMF इन्डूस नहीं कर रहा है यह दूसरी वाइंडिंग में कर रहा है इसलिए मैं दूसरी वाइंडिंग में इन्दूस्ड ईएमएफ दिखा रहा हूं जो कि यह d∅dt के कारण 90 डिग्री शिफ्ट हो रही है तो साइन और कोसाइन बहुत स्पष्ट रूप से 90 डिग्री शिफ्ट होते हैं तो यह आर्मेचर में इन्दूस्ड ईएमएफ है अब इस इन्दूस्ड ईएमएफ से 3 फेज लोड जोड़ा गया है अगर यह रिज़िस्टिव लोड है तो Ia होगा Ef के फेज में यहाँ मैंने इसे कुछ इन्डक्टिव माना है मैंने इसे एक एंगल पर दिखाया है जो लोड के पॉवर फैक्टर एंगल से तय होता है यह लोड पॉवर फैक्टर एंगल है तो यह मेरा Ia है Ia और फ्लक्स एक ही फेज में होने चाहिए कियोंकि इसका अपना फ्लक्स है और इसी तरह If और इसका अपना फ्लक्स एक दूसरे के फेज में होना चाहिए हम हिस्टैरिसीस की उपेक्षा कर रहे हैं हिस्टैरिसीस कहता है कि फ्लक्स को करंट से lag करना चाहिए और हम मान रहे हैं कि करंट पूरी तरह से साइनसॉइडल हैं अगर मैं केवल मैग्नेटाइजिंग करंट की बात कर रहा हूँ तो वे साइनसॉइडल नहीं होंगे लेकिन आर्मेचर करंट में मुख्य रूप से लोड करंट होता है इसलिए मैं हिस्टैरिसीस सैचरेशन की उपेक्षा कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स If के प्रोपोरशनल है और यह If के फेज में है तो यह फेजर डायग्राम है इसमें मैंने मशीन के इक्विवलन्ट सर्किट पैरामीटर को शामिल नहीं किया है हम उस पर भी गौर करेंगे मै इक्विवलन्ट सर्किट को फिर से बना रहा हूँ यह Ef है जो स्टेटर में पर फेज ओपन सर्किट इन्दूस्ड ईएमएफ है मेरे पास Xm है जो वास्तव में आर्मेचर ईएमएफ के लिए जिम्मेदार था जो वास्तव में एक रीऐक्टन्स ड्रॉप के रूप में जाना जाता है अब मेरे पास लीकेज है और मेरे पास रिज़िस्टन्स है यह मेरा Vt है और यहां मेरा लोड है मैं यह नहीं दिखा रहा हूं कि यह रिज़िस्टन्स इन्डक्टन्स या कपैसिटन्स है यह मेरा लोड है तो यह सिंक्रोनस जेनरेटर या सिंक्रोनस मोटर का पर फेज इक्विवलन्ट सर्किट है अब लीकेज और Xm को एक साथ रखा जाता है जिसे हम सिंक्रोनस रीऐक्टन्स Xs कहते हैं कृपया ध्यान दें ट्रांसफार्मर में इंडक्शन मोटर में Xm पैरलल में आ रहा था यहाँ यह सीरीज में आ रहा है तो मुझे Xs का मान बहुत बड़ा मिलेगा एक इंडक्शन मोटर का लीकेज सामान्य रूप से केवल 10 से 15 प्रतिशत या इससे भी कम होगा असल में यह अक्सर 7 से 8 प्रतिशत होगा मैं पर यूनिट मूल्यों के बारे में बात कर रहा हूं जबकि ट्रांसफार्मर के मामले में यह केवल 3 4 प्रतिशत है सिंक्रोनस मशीन के मामले में सिंक्रोनस रीऐक्टन्स मैग्नेटाइजिंग रीऐक्टन्स और लीकेज का योग है इसलिए ये एक बहुत बहुत बड़ा मूल्य होगा यह कभी कभी 100 प्रतिशत से अधिक हो सकता है तो सिंक्रोनस रीऐक्टन्स का मूल्य बहुत बड़ा होता है जो मुझे बताता है कि जब मैं रेगुलेशन को कैलकुलेट करता हूं तो अंततः ड्रॉप बहुत बड़ी हो सकती है तो मैं कहूंगा कि Xs में ड्रॉप बहुत बड़ी हो सकती है कुछ ऐसे डिज़ाइन हैं जिनमे Xs को कम करने की कोशिश की जाती है जिस से रेगुलेशन कम होजाए कुछ ऐसे डिज़ाइन हैं जिनमे Xs को कम नहीं करते हैं क्योंकि यदि कोई फॉल्ट होता है आप का फॉल्ट से क्या मतलब है यदि टर्मिनल पर अचानक शॉर्ट सर्किट होता है करंट को सीमित करने के लिए क्या किया जाए केवल सिंक्रोनस रीऐक्टन्स ही है वास्तव में रिज़िस्टन्स अधिकांश मशीनों में छोटा होता है क्योंकि हम इफिशन्सी को जितना संभव हो उतना अधिक करना चाहते हैं यहां तक कि इफिशन्सी में 1 पर्सेन्ट की गिरावट या इफिशन्सी में 5 पर्सेन्ट की गिरावट से बड़ी मात्रा में पॉवर अपव्यय हो सकती है आप 400MVA और इससे और आगे के बारे में बात कर रहे हैं तो 400 MVA का 1 पर्सेन्ट भी 4 MVA है मैं इतनी पॉवर नहीं खोना चाहता इसलिए मैं सिंक्रोनस मशीन में जितना संभव है इतना इफिशन्सी में सुधार की कोशिश करूंगा बड़ी मशीन के डिजाइन में हम अधिक ध्यान देते हैं ताकि इफिशन्सी को अधिकतम करने के लिए डिजाइन को बेहतर बनाया जा सके क्योंकि हर पर्सेन्ट का प्रभाव मेगावट की भारी मात्रा में होगा इसलिए आमतौर पर हम अधिकतर सिंक्रोनस मशीन में Ra को बहुत कम रखते हैं जब हम इफिशन्सी की गणना नहीं कर रहे होते हैं तब हम इसकी उपेक्षा करेंगे तो अगर आपसे किसी सिंक्रोनस मशीन के सिम्प्लफाइड इक्विवलन्ट सर्किट को बनाने के लिए कहा जाता है तो यह बहुत ही आसान है आप बस कहेंगे कि यह Ef है और यह एक रीऐक्टन्स Xs है यह Vt है यह सिंक्रोनस जेनरेटर या सिंक्रोनस मशीन का ओवरॉल इक्विवलन्ट सर्किट है केवल अंतर यह होगा कि यदि मैं कहता हूं कि यह करंट Ia है ∅ पॉवर फैक्टर एंगल है तो यह Ia∠∅ होगा जनरेटर में Ef Ia∠∅jXsVtहोगा एक मोटर में यह दूसरे तरीके से होगा क्योंकि मैं Vt को लगा रहा हूं और मुझे दूसरी तरफ जो मिल रहा है वह बैक ईएमएफ या काउन्टर ईएमएफ है Ef अभी भी यहाँ है ऐसा नहीं है कि यह कहीं चला जाएगा तो एक मोटर के लिए EfVt Ia∠∅jXs होगा अब अगर मैं इस मशीन के लिए फेजर डायग्राम बनाता हूं Ra आम तौर पर बहुत छोटा होता है यदि Xs 100 पर्सेन्ट है तो Ra शायद 1 पर्सेन्ट या उससे भी कम हो इसलिए जब हम Ra jXs को देख रहे होते हैं तो Xs Ra पर भारी पड़ता है इसलिए आप Ra की उपेक्षा कर सकते हैं जब तक आप इफिशन्सी की गणना नहीं कर रहे हैं क्योंकि इफिशन्सी की गणना में Ia2Ra लॉस शामिल होगा जो कुछ भी नुकसान है वहां आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप इफिशन्सी की गणना कर रहे हों तो यह महत्वपूर्ण है और अगर आप एक मोटर के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको फ्रिक्शनल विन्डिज लॉस भी लेना होगा इसी तरह यदि आप एक जेनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं और मकैनिकल की ओर से शुरू कर रहे हैं तो मकैनिकल पावर इनपुट में से फ्रिक्शनल विन्डिज लॉस को माइनस करने पर जो मिलेगा वह वास्तव में मशीन को मकैनिकल पॉवर के रूप में दिया जा रहा है और इलेक्ट्रिकल पॉवर में बदल जाएगा तो हम कहते हैं कि यह एक जनरेटर के लिए यह मेरा Ef है करंट यहां कहीं है सबसे पहले एक ट्राइऐंगल बनाते हैं जिसमे IaRa और इसके पर्पन्डिक्युलर IaXs बनाना है कृपया ध्यान दें IaRa IaXs की तुलना में छोटा होना चाहिए यह निश्चित रूप से IajXs है यही वजह है कि हमने 90 डिग्री पर दिखाया है इन दोनों को ऐड करने पर IaZs मिलेगा Zs को मैं सिंक्रोनस इम्पीडन्स कह सकता हूं मुझे इस IaZs को यहाँ से घटाना है यह है IaZs Ef −IaZs Vt कृपया ध्यान दें कि जेनरेटर में Vt हमेशा Ef से पीछे रहता है और यह एंगल δ है तो Ef रोटर द्वारा बनाए गए रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड से इन्दूस्ड ईएमएफ है Vt होगा रिज़ल्टन्ट मैग्नेटिक फील्ड से इन्दूस्ड ओवरॉल EMF माइनस जो भी कुछ ड्रॉप हो रहा है और आप जनरेटर के फेजर डायग्राम में पूरी चीज देख सकते हैं